नमस्कार पिछली क्लास में हमने सोर्स फ्री RC सर्किट रिस्पांस के बारे में डिस्कस किया था इस क्लास में हम RL सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और खासकर हम देखेंगे कि जब सोर्स उपलब्ध नहीं होता है तब सर्किट कैसे रिस्पांस करती है तो अब हम दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं इस सप्ताह का और हम यहां डिस्कस करेंगे सोर्स फ्री RL सर्किट के बारे में अगर आप RL सर्किट को देखें जिसे हमने आज के डिस्कशन के लिए लिया है तो आप देख पा रहे हैं कि L पैरलल में लगा हुआ है अब हमारा मुख्य उद्देश्य इंडक्टर से होकर बहने वाली करंट का पता लगाना है इस सर्किट एनालिसिस से यहां हमने इंडक्टर करंट को रिस्पांस माना है क्योंकि इंडक्टर करंट अपनी वर्तमान वैल्यू को तुरंत नहीं बदल सकता जैसे की RC सर्किट में कैपेसिटर वोल्टेज अपनी वर्तमान वैल्यू को तुरंत नहीं बदल सकता इसलिए RC सर्किट में इंडक्टर वोल्टेज को रिस्पांस माना जाता है अब मान लीजिए कि t0 पर इंडक्टर से होकर बहने वाली करंट है अब इस सर्किट का विश्लेषण करते हैं इंडक्टर में स्टोर प्रारंभिक एनर्जी की वैल्यू होगी अब अगर हम इस लूप में लगाएं तो होगा जहां और होगा इसलिए हम लिख सकते हैं iR0 इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन टेक्निक का प्रयोग करके इसे हल करेंगे जैसा हमने RC सर्किट में किया था जिससे आपको मिलेगा अब इसको इंटीग्रेट करिए तो आपको मिलेगा यहां पर एक कांस्टेंट है मान लीजिए जैसा हमने RC सर्किट में माना था इनिशियल वैल्यू जो हम मानते हैं i0 पर वह होगा इसलिए ऊपर दिए गए इक्वेशन को हम लिख सकते हैं

अगर आप इसकी तुलना RC सर्किट से करें जहां हमने की गणना की थी वैसे ही यहां होगा यह फंक्शन एक्स्पोनेंशियल घट रहा है जिसकी शुरुआती वैल्यू होगी और वह फंक्शन से घटेगा इसलिए अगर आप इस चित्र को देखें तो आप देख पाएंगे कि t 𝛕 पर यह 368 हो जा रहा है अपनी इनिशियल वैल्यू का 𝛕 क्या है अगर आप इसकी तुलना RC सर्किट से करें तो 𝛕 को टाइम कांस्टेंट कहते हैं यहां पर भी यह टाइम कांस्टेंट ही है परंतु यहां पर 𝛕 वैल्यू LR है अगर आप इक्वेशन से तुलना करें तो अब हमें अपना टाइम कांस्टेंट τ मिल चुका है RL सर्किट का जोकि कुछ नहीं बल्कि LR होगा इसलिए हम करंट i को लिख सकते हैं अब यह बताइए कि रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज होगा रजिस्टर पर वोल्टेज होगा इंस्टैन्टेनियस पावर जो रजिस्टर में विघटित होगी उसका मान होगा रजिस्टर जो एनर्जी अबजॉब करेगा t टाइम में वह होगा इस इक्वेशन में जब हम t∞ रखेंगे तब होगा और यही वह एनर्जी है जो इंडक्टर में शुरुआत में स्टोर रहती है जिसका यह मतलब है कि जो भी एनर्जी इंडक्टर में शुरुआत में स्टोर रहेगी वह आखिरकार रजिस्टर में विघटित होगी अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं टाइम कांस्टेंट के बारे में जब भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा रिस्पांस तेजी से घटेगा इसलिए यह ठीक उसी तरह है जैसा हमने RC सर्किट में देखा था कि जब भी टाइम कांस्टेंट कम होगा रिस्पांस तेजी से घटेगा RL सर्किट का रिस्पांस भी ऐसा ही होगा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जब ज्यादा होगी तब रिस्पांस धीरे धीरे घटेगा रिस्पांस अपने इनिशियल वैल्यू का 1 रह जाता है घटते घटते 5 τ पर यह ठीक उसी तरह जैसा हमने RC सर्किट में देखा था कि जब टाइम कांस्टेंट 5 τ हो जाता है तब वोल्टेज अपने इनिशियल वैल्यू का 1 से भी कम रह जाता है यहां RL सर्किट में भी रिस्पांस जिसका मतलब है करंट जो कि इंडक्टर में बह रही है वह अपनी इनिशियल वैल्यू का 1 से भी कम रह जाएगी 5 τ के बाद जब भी हम सोर्स फ्री RL सर्किट पर काम करेंगे तब हमें 3 बातों का ध्यान रखना है और सर्किट को हल करना है पहला हमें इनिशियल करंट i निकालना होगा जो इंडक्टर सर से बह रही है दूसरा हमें टाइम कांस्टेंट τ सर्किट का निकालना होगा और तीसरा अगर सर्किट में एक इंडक्टर और बहुत सारे रजिस्टर लगे होंगे अथवा बहुत सारे डिपेंडेंट सोर्स लगे हो अथवा एक से ज्यादा इंडक्टर और एक से ज्यादा रजिस्टर सर्किट में लगे हो तो सर्किट को हल करने का सबसे आसान तरीका थैबनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है और हल करने के पश्चात हम सर्किट का रिस्पांस निकाल लेंगे आइए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिससे हम इसे ठीक से समझ सके मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है इस चित्र में दिख रहा है यहां एक इंडक्टर 05H का है जिससे i करंट बह रही है और इसके पैरलल में 2 ohm का रजिस्टेंस है जिससे करंट बह रही है और हमारे पास 4 ohm का रजिस्टर है सीरीज में इंडक्टर और रजिस्टर के पैरलल कंबीनेशन के साथ और यह सीरीज में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसका वैल्यू 3i है जहां i इंडक्टर से बहने वाली करंट है अब इनिशियल वैल्यू जो यहां दी गई है वह i10 है और हमें इंडक्टर से बहने वाली करंट i और रजिस्टर से बहने वाली करंट का पता लगाना है अब हमारे पास दो तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले तो यह है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडक्टर टर्मिनल पर निकाल ले और दूसरा तरीका यह है कि हम किरचाफ वोल्टेज लॉ का प्रयोग करें इसलिए जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तब हम थैबनिन थ्योरम Thevenins theorem का प्रयोग कर सकते हैं और सर्किट को हल कर सकते हैं और इसी तरह जब हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो तब किरचाफ वोल्टेज लॉ का प्रयोग करके सर्किट को हल कर सकते हैं जैसा हमने मेष एनालिसिस में किया था इसलिए आप कोई भी तरीका अपनाएं वैल्यू एक ही आएगी इसलिए अच्छा यह है कि पहले हम इंटरकरेंट निकाल ले अब जैसा आप देख रहे हैं की फर्स्ट मेथड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वहीं आ रही है जो इंडक्टर टर्मिनल पर थैबनिन रजिस्टेंस की है और क्योंकि हमारे पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है सर्किट में इसलिए हम क्या करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू 1 volt होगी वह हम इंडक्टर टर्मिनल ab पर लगा देंगे जो आप आगे चित्र में देख सकते हैं अब जैसा कि हमने इंडक्टर को टर्मिनल "ab" से हटाकर एक वोल्टेज सोर्स 1 volt का लगा दिया है अब हमारे पास यहां दो मेष हैं सर्किट में और मान लीजिए करंट और बह रहे हैं इस दिशा में जो कि दोनों के लिए एक तरह की है आइए अब हम दोनों मेष में इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं इस केस में हम लिख सकते हैं 10 अब दूसरे में हम लिख सकते हैं यहां डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू होगी और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और के टर्र्म मैं और अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 यहां की दिशा के विपरीत है जो वोल्टेज सोर्स से बह रही है इसलिए होगा अब हमें 3A मिल गया है और अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकालना है जोकि होगा जहां 1 वोल्ट है और करंट हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है जिसकी वैल्यू 3A है इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ⅓ ohm होगी अब टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी LRequ जहां L05 H होगा जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है और जब हम R equ की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है ⅓ ohm रखेंगे तब हमें टाइम कांस्टेंटकी वैल्यू 32 sec मिलेगी इस वैल्यू को हम करंट के ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे अब i10 है और हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तब इंडक्टर से बहने वाली करंट की वैल्यू होगी अगर आप अब दूसरा तरीका देखें तो हम सर्किट में KVL लगाएंगे अगर आप KVL लगा रहे हैं तो इंडक्टर को वापस से सर्किट में लगा दें और तब दोबारा से यहां दो मेष होंगे हम यहां करंट की वैल्यू और लेते हैं और जब इसे हम हल करेंगे तो हमें वही उत्तर मिलेगा जो हमें पहले वाले तरीके में मिला था इसलिए चाहे KVL आप का प्रयोग करें या थैबनिन थ्योरम Thevenins theorem का आपको वही उत्तर मिलेगा अब हमें i की वैल्यू मिल गई है अब हमारा अगला काम है इंडक्टर पर वोल्टेज निकालना जो कि होगा अब क्योंकि इंडक्टर और 2 ohm रजिस्टर पैरलल में हैं तो इसका यह मतलब होगा कि दोनों पर वोल्टेज बराबर होगा जिससे अब हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम यहां चाहे तो थैबनिन इक्विवेलेंट या मेष एनालिसिस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं बल्कि किरछऑफ वोल्टेज लॉ का प्रयोग करने पर भी हमें उत्तर वही मिलेगा अब हम RL सर्किट के सेशन को समाप्त करने के नजदीक आ चुके हैं और अगले लेक्चर में हम कुछ ऐसे जरूरी सोर्सेस के बारे में देखेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती है सर्किट को हल करने के लिए अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखें तो आप देखेंगे कि या तो हम वोल्टेज अथवा करंट सोर्स लगाएंगे और जैसे ही हम यह अचानक से लगाएंगे आपको सोर्स का एक स्टेप रिस्पांस मिलेगा यह एक महत्वपूर्ण तरीके का सोर्स है जो हम आगे देखेंगे और अगर हमें surge आते हुए सर्किट में मिला तो हमें सर्किट में एक अलग तरीके की पल्स मिलेगी जिसको पल्स रिस्पांस कहा जाता है हम इसे मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से देखेंगे और इलेक्ट्रिकल सर्किट को हल करेंगे और इसे RC और RL सर्किट में लगा कर देखेंगे धन्यवाद